इस क्लास में हम एक और तरीका देखेंगे जो हमें एक अच्छा शुरुआती समाधान देता है अब तक हमने दो तरीकों को देखा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और लिस्ट कॉस्ट मेथड न्यूनतम लागत विधि या मिनिमम कॉस्ट मेथड न्यूनतम लागत विधि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ने हमें 625 के बराबर लागत के साथ एक समाधान दिया लिस्ट कॉस्ट मेथड न्यूनतम लागत विधि या मिनिमम कॉस्ट मेथड ने हमें 590 के बराबर लागत के साथ एक समाधान दिया अब दोनों के बीच हमने देखा कि मिनिमम कॉस्ट या लीस्ट कॉस्ट मेथड ने कम लागत के साथ बेहतर समाधान दिया यदि हम उन दो तरीकों नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और मिनिमम कॉस्ट की तुलना करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की तुलना में कम लागत के साथ समाधान देता है क्योंकि मिनिमम कॉस्ट मेथड यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ध्यान में रखती है जब भी वह एलोकेशन करती है जबकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल उस पोजीशन से जुड़ी लागत के बजाय पोजीशन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है तो दो तरीकों के बीच हम कह सकते हैं कि लीस्ट कॉस्ट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए यह ज्यादातर समय हमें जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से दिया गया है उससे कम लागत का समाधान देता है अब हम एक और विधि देखेंगे जिसका प्रयोग करके हमें एक प्रारंभिक समाधान मिलेगा अब हम इस टेबल पर वापस जाते हैं और हम इस टेबल से परिचित हैं तीन सप्लाई तीन RHS की ओर दिखाए गए हैं डिमांड 30 30 और 40 दर्शाई गई हैं अब हम 40 के पहले सप्लाई प्वाइंट पर नजर डालते हैं अब जाहिर है इसके अंत में समाधान में जब हम एक समाधान प्राप्त करते हैं तो सभी 40 का उपभोग करना होगा तो सभी 40 को यह वैल्यू यह वैल्यू और यह वैल्यू के बीच वितरित किया जाना है ताकि X11 X12 X13 40 हो इसलिए यदि हम वर्तमान में बिना डिमांड को देखते हुए इस 40 को एलोकेट करना चाहते हैं तो हम आदर्श रूप से सभी 40 को इसकी लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में डाल देंगे जो कि 7 है जो यहां है आदर्श रूप में हम इसे यहां रखते हैं या जितना संभव हो हम इसे लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में रखते हैं इसी तरह अगर हम इस 25 को देखें तो हम सब कुछ यहाँ पर रखना चाहेंगे या जितना संभव हो हम इसे लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में रखना चाहेंगे उसी तरह अगर हम यह 35 लेते हैं तो हम जितना हो सकता है यहां रखने की कोशिश करेंगे तो यदि हम कोई सप्लाई प्वाइंट या कोई रो लेते हैं तो हम उस के रो के अनुरूप लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में जितना संभव हो उतना एलोकेट करना चाहेंगे इस धारणा के तहत कि यदि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हम एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं तो लागत स्पष्ट रूप से कम होगी अब हम डिमांडस को देखते हैं डिमांडस 30 30 और 40 हैं अब मैं योग करता हूं मुझे 30 की डिमांड को कैसे पूरा करना है तो जो कुछ भी मैं यहां एलोकेट कर रहा हूं वह X11 X21 X31 30 होगा तो इस वैल्यू 30 को इन तीन पोजीशन में को वितरित किया जाना है इन तीन पोजीशन में नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी इसलिए आदर्श रूप से मैं इस पोजीशन में जितना चाहे प्राप्त करना या रखना चाहूंगा जो कि लीस्ट कॉस्ट पोजीशन है जिसका मतलब है कि आदर्श रूप से मैं इस 30 को इस 25 से अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहूंगा जो कि इस पोजीशन में उपलब्ध है इसी प्रकार इस 3 में से या दूसरी पोजीशन से जितना संभव हो मैं इस 30 को और 5 में से या इस पोजीशन से जितना संभव हो 40 को पूरा करना चाहूंगा तो दी गई रो या दिया दिए गए कॉलम से जिसका अर्थ है कि दी गई सप्लाई या दी गई डिमांड से हम चाहेंगे कि लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में जितना संभव हो उतना अलोकेशन हो लेकिन अब हम एक और स्थिति पर नजर डालते हैं अब यदि हम 40 को लेते हैं तो हमने अभी कहा कि हम इस 40 में से जितना संभव हो लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में रखना चाहेंगे लेकिन अगर हम उदाहरण के लिए लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में एलोकेट करने में सक्षम नहीं हैं अगर हम यहां यह 40 लेते हैं तो हम अधिकतम इससे 25 प्राप्त करेंगे यह 30 लेते हैं तो अधिकतम इससे 25 प्राप्त करेंगे तो यह नहीं हो सकता है कि हर रो या हर कॉलम में लीस्ट कॉस्ट पोजीशन अलोकेट करना संभव हो तो लीस्ट कॉस्ट पोजीशन अलोकेट करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में हमारा अगला विकल्प अगली महंगी पोजीशन में अलोकेट करना होगा उदाहरण के लिए यदि हम यह 40 लेते हैं हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या यहां आए क्योंकि यह 7 लीस्ट कॉस्ट पोजीशन दर्शाता है हम लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में एलोकेशन करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में हम जितना संभव हो उतना अगली पोजीशन जो 8 है उसमें रखने की कोशिश करेंगे तो अब हम कहते हैं कि एलोकेट न करने की लागत या लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में एलोकेट न करने की बढ़ी हुई लागत लीस्ट कॉस्ट और नेक्स्ट हायर कॉस्ट अगली उच्च लागत के बीच का अंतर है यदि हम उस 7 में नहीं डाल पा रहे हैं तो हम उस पोजीशन में जितना चाहे डाल सकते हैं जहां लागत 8 है इसलिए हम अब एक ऐसी चीज़ को परिभाषित करते हैं जिसे पेनल्टी कहा जाता है जो कि बढ़ी हुई लागत है जो असाइन न करके की स्थिति या लीस्ट कॉस्ट में अधिकतम ना रखने की स्थिति में उत्पन्न होती हैं और इसलिए यह पेनल्टी अगली या नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट और लीस्ट कॉस्ट के बीच का अंतर है अगली या नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट के बराबर या उससे अधिक होती है एक रो या एक कॉलम में समान लीस्ट कॉस्ट के साथ दो पोजीशन हो सकती है या एक पोजीशन जो छोटी या उससे थोड़ी बड़ी हो हो सकती है तो पहली रो में पोजीशन जहां लीस्ट कॉस्ट है 7 और 8 हैं 7 लीस्ट कॉस्ट है नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट 8 है इसलिए पेनल्टी 8 7 है जो 1 है पहली रो के लिए पेनल्टी यहां दिखाई गई है जो 8 7 है जो 1 है दूसरी रो के लिए मिनिमम कॉस्ट 3 नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 4 है इसलिए पेनल्टी 4 3 है जो 1 तीसरी रो के लिए मिनिमम कॉस्ट 5 है नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 6 है इसलिए पेनल्टी 6 5 है जो 1 है अब हम कॉलम पेनल्टी की गणना करते हैं पहले कॉलम के लिए मिनिमम कॉस्ट 4 है नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट इनमें से कोई भी 8 है इसलिए पेनल्टी 4 है दूसरे कॉलम के लिए मिनिमम कॉस्ट 3 है नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 5 है पेनल्टी 5 3 है जो 2 है तीसरे कॉलम के लिए यह 6 5 है जो 1 है फिर यदि किसी रो या कॉलम में दो पोजीशन पर मिनिमम कॉस्ट आ रही है तो पेनल्टी 0 होगी अब हमने 6 पेनल्टी की गणना की है और फिर हम अब 6 पेनल्टी देखते हैं और समझते हैं कि अगर मैं पहली रो लेता हूं और यदि मैं लीस्ट कॉस्ट पोजीशन मे एलोकेट करने में सक्षम नहीं हूं तो मेरी पेनल्टी 1 है जबकि पहले कॉलम के लिए यदि मैं लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में एलोकेट करने में सक्षम नहीं हूं तो मेरी पेनल्टी 4 है इसलिए 4 कि यह हायर पेनल्टी मुझे पहले कॉलम को पहले देखने के लिए मजबूर करती है न कि पहली रो को इसलिए उस रो या कॉलम को चुनें जिसमें सबसे बड़ी पेनल्टी है क्योंकि हम चुनी हुई रो या कॉलम जिसमें सबसे अधिक पेनल्टी हो उसमें लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में एलोकेट करने से बचना चाहते हैं तो आप वह रो या कॉलम चुनें जिसमें सबसे अधिक पेनल्टी हो जो कि यहां 4 है और अब हम समझते हैं कि अगर हम उस रो या कॉलम में लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में जितना संभव हो उतना अलोकेशन करने में सक्षम हैं तो हम 4 कि इस पेनल्टी बचेंगे इसलिए उस रो या कॉलम को चुनें जिसमें सबसे बड़ी पेनल्टी है और उस रो या कॉलम में जिसे चुना गया है लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में जितना संभव हो उतना अलोकेशन करेंगे ताकि पेनल्टी से बचा जा सके इसलिए हम पहले कॉलम को चुनते हैं जिसमें सबसे बड़ी पेनल्टी 4 है तो यह कॉलम है और हम इस चुने हुए कॉलम में लीस्ट कॉस्ट पोजीशन को देखेंगे अब इस पोजीशन में उपलब्धता 25 है आवश्यकता 30 है तो हम अधिकतम 25 को एलोकेट करेंगे जो कि 25 और 30 का मिनिमम है और पहला अलोकेशन 25 है अब जब पहला एलोकेशन 25 है हमने यहां से डिमांड को पूरा करने के लिए पूरा ले लिया है और इस पोजीशन से सप्लाई के लिए पूरा उपयोग कर लिया है जो कि इस डॉटेड लाइन के माध्यम से दिखाया गया है अब 30 में से 25 को पूरा करने के बाद अतिरिक्त 5 को पूरा करना बचा है और यह 5 यहां दिखाया गया है अब ऐसा करने के बाद मैट्रिक्स में अब हमारे पास केवल दो रो हैं पहली रो और तीसरी रो और फिर इसमें तीन कॉलम हैं अब हमें शेष दो रो के लिए रो पेनल्टी और तीन कॉलम के लिए कॉलम पेनल्टी का पता लगाना होगा अब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं चलिए तो अब हम 2 रो देखते हैं तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट 7 है नेक्स्ट मिनिमम 8 है इसलिए पेनल्टी 8 7 जो कि 1 है पेनल्टी समान है जो कि हमने पिछली गणना में की थी दूसरी रो को अब हम नहीं देखेंगे इसीलिए मैंने यहां पर डेश दिखाया है तीसरी रो में मिनिमम 5 और नेक्स्ट मिनिमम 6 है तो पेनल्टी 6 5 1 होगी जो कि पिछली गणना के समान होगी चलिए अब हम 3 कॉलम के लिए कॉलम पेनल्टी देखते हैं अब यदि हम पहला कॉलम लेते हैं तो मिनिमम 8 है क्योंकि यहां पहले ही एलोकेशन है इसलिए यह 4 को नहीं माना जाएगा केवल अनएलोकेटेड पोजीशन को ही मानेंगे यहां मिनिमम 8 है और नेक्स्ट मिनिमम भी 8 है इसलिए पेनल्टी 0 होगी दूसरे कॉलम के लिए अब मिनिमम 5 है क्योंकि हम यहां इस 3 पर कुछ नहीं रख सकते क्योंकि पूरा 25 पहले ही उपयोग हो चुका है मिनिमम 5 है और नेक्स्ट मिनिमम 9 है इसलिए पेनल्टी 4 होगी तीसरे कॉलम के लिए मिनिमम 6 है हम यहां कुछ एलोकेट नहीं करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट मिनिमम 7 है तो 7 6 1 है तो हम फिर से पेनल्टी की गणना कर चुके हैं दो रो पेनल्टी और 3 कॉलम पेनल्टी अब हम वह रो या कॉलम ढूंढते हैं जिसमें सबसे बड़ी पेनल्टी है अब दूसरे कॉलम में सबसे बड़ी पेनल्टी है अब सबसे बड़ी पेनल्टी वाले दूसरे कॉलम की पहचान करने के बाद संबंधित कॉलम में लीस्ट कॉस्ट पोजीशन में जितना संभव हो उतना डालने की कोशिश करेंगे ताकि पेनल्टी से बचा जा सके अब दूसरा कॉलम लीजिए लीस्ट कॉस्ट पोजीशन जो की 5 है लीजिए और फिर जितना हो सके उतना रखें अब 35 उपलब्ध है 30 की आवश्यकता है तो 30 और 35 का मिनिमम जो कि 30 है इस पोजीशन पर रखा जा सकता है तो 30 को इस पोजीशन पर रखा गया है अब 30 को इस पोजीशन पर रखने के साथ हमने दूसरे डिमांड पॉइंट की आवश्यकता को पूर्ण पूरा कर लिया है जैसे यहां वर्टिकल लाइन के द्वारा दिखाया गया है जो यहां है जिसका अर्थ है कि हम इस पोजीशन पर कोई भी अलोकेशन करने नहीं जा रहे अब इस 30 को यहाँ रख कर उपलब्ध 35 में से 30 का उपभोग किया जा चुका है और केवल 5 शेष है और इस 5 को उपलब्ध होने के साथ इस तरह दिखाया गया है अब हमें बाकी बचे मैट्रिक्स को देखना होगा और अब फिर से पेनल्टी की गणना करनी होगी तो ऐसा करने के लिए हमें फिर से पेनाल्टी की गणना करनी होगी तो हम ऐसा करते हैं अब मैट्रिक्स के शेष भाग में केवल दो रो और दो कॉलम बचे हैं दूसरी रो और दूसरे कॉलम पर विचार नहीं किया जाएगा तो हमारे पास पहली रो और तीसरी रो है जहां सप्लाई अभी भी उपलब्ध है और पहला कॉलम और तीसरा कॉलम है जहां आवश्यकताओं को पूरा करना है तो पहली रो के लिए लिस्ट 7 नेक्स्ट 8 है इसलिए रो पेनल्टी 1 है दूसरी रो जिसकी हम गणना नहीं करने जा रहे हैं तीसरी रो के लिए मिनिमम 6 है नेक्स्ट मिनिमम 8 है इसलिए पेनल्टी 2 है पहले कॉलम के लिए यह फिर से 8 और 8 है इसलिए 0 दूसरे कॉलम की हम गणना नहीं कर रहे तीसरे कॉलम मे 6 और 7 इसलिए पेनल्टी 1 है अब रो संख्या 3 में अधिकतम पेनल्टी है उसमें मिनिमम पोजीशन की पहचान करें और जितना हो सके उतना डालने की कोशिश करें ताकि आप इस पेनल्टी से बचें तो अब उपलब्ध सप्लाई 5 है और आवश्यकता 40 है और इसलिए आपने 5 और 40 के बीच का न्यूनतम रखा है जो 5 है अब इस 5 को रखने से यह पूरी सप्लाई का उपयोग हो चुका है इसलिए यह 35 हो जाती है और यह पूरी उपयोग हो चुका है इसलिए हम इस पोजीशन में कुछ भी नहीं डालेंगे इसलिए मैं एक लाल रेखा के साथ यह दिखा रहा हूं और हमारे पास इस पोजीशन के लिए कुछ भी नहीं होगा अब इस मैट्रिक्स के शेष भाग में केवल पहली रो शेष है और इसमें दो कॉलम शेष हैं तो पहली रो में फिर से पेनल्टी 1 है जो दिखाया गया है तो अब फिर से हमें पहली रो के लिए पेनल्टी की गणना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह 1 है और चूंकि हमारे पास केवल एक ही रो है अब पहली रो के लिए पेनल्टी 1 है तो यहाँ 35 शेष है पहले कॉलम मैं जहां दोनों यूज हो चुके हैं पेनल्टी होगी यहाँ केवल 8 ही है इसलिए हम मान सकते हैं कि केवल एक ही पोजीशन है इसलिए इसे नहीं करने की लागत आप इसे एक बड़ी वैल्यू या 8 के रूप में ले सकते हैं इसी तरह 7 भी अब हम 1 को देखते हैं यहां पेनल्टी 8 7 जो 1 है और हम वास्तव में कॉलम पेनल्टी नहीं ढूंढ पाते हैं इसलिए हम 7 पोजीशन में जितना संभव हो सके उतना डालने का प्रयास करते हैं जो शेष 35 के लिए होता है जो उपलब्ध है इसलिए 35 को इस पोजीशन में रखते हैं और तब हम देखते है कि यह 40 5 बन जाएगा और 5 अंतिम पोजीशन में जाएगा क्योंकि केवल एक पोजीशन उपलब्ध है इसलिए 5 अंतिम पोजीशन में जाएगा इसलिए एक बार फिर जब हम दूसरे पर आते हैं तो केवल एक रो उपलब्ध है और दो कॉलम उपलब्ध हैं वास्तव में जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहां केवल एक रो उपलब्ध होती है तो हमें पेनल्टी की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है हमें उस रो में उपलब्ध होने वाली राशि को विभिन्न कॉलम में अलोकेट करना होता है जो हमें 35 को इस पोजीशन में और 5 को इस पोजीशन में डालने के लिए प्रेरित करता है अब हमारे पास दूसरा फीजिबल सॉल्यूशन है जिसमें रो का योग 535 40 25 305 35 और कॉलम का योग 30 30 और 40 है सभी वैल्यू 0 से अधिक या बराबर है 5 पोजीशन की पॉजिटिव वैल्यू है जिसमें से 4 0 वैल्यू है चलिए अब इससे संबंधित लागत निकालते हैं तो इस विधि के साथ जुड़ी लागत देखने के लिए मैंने फिर से समाधान दिखाया है 8x5 7x35 जो इससे है 4x25 जो इससे है 5x30 6x5 जो कि 565 है इसलिए लागत 565 है अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 625 देता है मिनिमम कॉस्ट ने 590 दिया और इस विधि को जिसे पेनल्टी कॉस्ट मेथड या वोगेल की एप्रोक्सीमेशन मेथड Vogels' approximation method मतलब वोगेल की अनुमानित विधि कहा जाता है हमें 565 की लागत देती है अब हमने तीन तरीकों का पता लगाया है जो हमें अच्छे शुरुआती समाधान देते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो अनिवार्य रूप से पोजीशन पर आधारित है मिनिमम कॉस्ट जो अनिवार्य रूप से उस बिंदु पर उपलब्ध लीस्ट कॉस्ट पर आधारित है और पेनल्टी कॉस्ट जो मूल रूप से पेनल्टी को पहचानने के आसपास केंद्रित है पेनल्टी और अधिकतम पेनल्टी पर सबसे अच्छा चुनने और मिनिमम पोजीशन में जितना हो सके उतना डालने पर केंद्रित है आवश्यक प्रयास के संदर्भ में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बहुत सरल और सहज है मिनिमम कॉस्ट में न्यूनतम लागत की पहचान करने के लिए थोड़े अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है और पेनल्टी कॉस्ट में उस स्थान की पहचान करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है जहां हमें अलोकेशन करना है समाधान के संदर्भ में आमतौर पर वोगेल का अनुमान अन्य दो की तुलना में बेहतर होता है और लीस्ट कॉस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से बेहतर होती है वे तीनों एक सिद्धांत के आसपास केंद्रित हैं कि जब हम अलोकेशन करते हैं तो हम उतना ही डालते हैं जितना हम कर सकते हैं या तो हम सभी सप्लाई का उपभोग करते हैं या सभी डिमांड को पूरा करते हैं अब इन तीनों को देखने के बाद हमें अब इस सवाल का जवाब देना होगा कि अब इष्टतम कहाँ है या कहाँ सबसे अच्छा है या ये तीन इष्टतम या सबसे अच्छे के पास हैं और हम तीनों में से किसी एक से इष्टतम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोबलम को हल करने के लिए चुन सकते हैं तो अब तक हमने ऐसे तरीकों को देखा है जिन्होंने हमें अच्छा शुरुआती समाधान दिया है अब हमें वापस जाना है और इनमें से उन तरीकों को देखना है जो सबसे अच्छा या इष्टतम समाधान देंगे हम अगली कक्षा में उन तरीकों को देखेंगे